इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन के लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 14 है आज भी हम दो या दो से अधिक वेरिएबल के फंक्शन की डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे और कई प्रॉब्लम भी आज करेंगे हमने पिछले लेक्चर में यह ऑब्जर्व किया की डिफरेंटशिएबिलिटी की इक्विवेलेंट डेफिनेशन में डेल्टा z को a डेल्टा x प्लस b डेल्टा y इप्सिलोन डेल्टा x प्लस इप्सिलोन डेल्टा y मैं एक्सप्रेस करने से अच्छा लिमिट डेफिनेशन है और यदि यह लिमिट जीरो के बराबर आ जाती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमने यह देखा कि यह लिमिट डेफिनेशन बहुत ही यूज़फुल है फंक्शंस की डिफ्रेंशिएबिलिटी देखने के लिए हमने यह भी ऑब्जर्व किया की नेसेसरी कंडीशन भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यदि हम इन नेसेसरी कंडीशन को पहले चेक कर लें और ऑब्जर्व करें एग्जांपल के लिए कि यदि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है या पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट नहीं करते हैं उस केस में हम कंक्लूड कर सकते हैं की फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यह डिफरेंटशिएबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन है हम यह भी ऑब्जर्व करते हैं की सफिशिएंट कंडीशन भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यदि हम एक पार्शियल डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक कर ले तब हम यह कह पाएंगे की फंक्शन डिफरेंशिएबल है और तब हमें दूसरी डेफिनेशन से करने की आवश्यकता नहीं है fxyxy3x2y2xy≠00 0xy00 fxy 0fx000fy000⁡ अब हम यहां एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें फंक्शन fxy जोकि बराबर है xy क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और जब x और y जीरो है तब fxy 0 है इस फंक्शन की ओरिजन पर डिफरेंटशिएबिलिटी की बात करनी है सभी प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को चेक करना है क्योंकि फंक्शन को इन्हें सेटिस्फाई करना जरूरी है डिफरेंटशिएबिलिटी पर जाने से पहले तो अब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे जब x और y जीरो की तरफ जाते हैं तब fxy को देखेंगे और इसे पोलर में चेंज कर लेंगे डिनॉमिनेटर से r स्क्वायर आएगा और न्यूमैरेटर में चार टर्म होंगी fxyxy3x2y2xy≠00 0xy00 fxy 0fx000fy000⁡ न्यूमैरेटर में हमारे पास r स्क्वायर अभी भी बचेगा और cos और sine की टर्म एक साथ बचेगी जोकि इस लिमिट को जीरो बना देंगे तब हम देखेंगे की फंक्शन की लिमिट जीरो है यदि x और y जीरो की तरफ जाते हैं फिर से 00 पर पार्शियल डेरिवेटिव fx हम आसानी से दिखा सकते हैं की जब डेल्टा x जीरो की तरफ जाता है तब f जीरो प्लस डेल्टा x और y अनचेंज्ड है अतः f00 और डिवाइड किया जाता है डेल्टा x से क्योंकि यह जीरो है और यहां पर यह प्रोडक्ट है तो यह जीरो हो जाएगा और यह भी जीरो तो जीरो माइनस जीरो हमें पार्शियल डेरिवेटिव जीरो मिलेगा इसी तरह fy भी जीरो हो जाएगा अतः 00 पर पार्शियल डेरिवेटिव का एक्जिस्टेंस और फंक्शन की कंटिन्यूटी है अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम 00 पर इस पार्शियल डेरिवेटिव की कंटीन्यूटी चेक करेंगे अतः हमें यह पार्शियल डेरिवेटिव fx पॉइंट 00 के नेबर हुड के किसी पॉइंट पर ज्ञात करना है अतः xy जोकि 00 नहीं है पर हमें पार्शियल डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए हमें इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा y को कांस्टेंट लेते हुए तो हम इसे x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट लेते हुए डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि यह पार्शियल डेरिवेटिव है

fxxy 2y3x3cos 1x2 x≠0 0x0 अब हम इस fx की कंटिन्यूटी दिखाएंगे हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी दिखाने की कोशिश करेंगे इसके लिए हमें फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा जबकि x जीरो नहीं है इसकी वैल्यू हमने निकाली है और यह वैल्यू जीरो आती है और x भी जीरो के इक्वल है अतः पॉइंट 00 पर तो यह वैल्यू जीरो आती है लेकिन जब x जीरो के बराबर नहीं है तब हमें x के रेस्पेक्ट में fx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और y को कांस्टेंट लेना होगा Sine के लिए हमें cos टर्म मिलेगी वन ओवर x स्क्वायर और 1 ओवर x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 ओवर x क्यूब होगा तो यह डेरिवेटिव है और 0 के बराबर नहीं है और हमें डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो मिलता है जबकि एक्स जीरो के बराबर है जोकि डेरिवेटिव की फंडामेंटल डेफिनेशन है इस केस में हम यह दिखाएंगे की जब हम x और y को या केवल x को जीरो की तरफ ले जाते हैं या हम ओरिजन को एप्रोच कर रहे हैं तब इस लिमिट का क्या होता है

fyxy3y2cos 1x2 x≠0 0x0 fyxy 0 यह ओरिजन पर फंक्शन fy की वैल्यू है इस प्रकार fy कंटीन्यूअस है यह एक स्पेशल एग्जांपल है जिसमें fx कंटीन्यूअस नहीं है और fy कंटीन्यूअस है इस केस में fx और fy दोनों एक्सिस्ट करते हैं और fy की कंटिन्यूटी हमने दिखा दी है दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव की कंटीन्यूटी प्रूव हो गई है अब हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएबल मान सकते हैं और सफिशिएंट कंडीशन के चलते डिफरेंटशिएबिलिटी को प्रूव कर दिया गया है एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं जहां पर fxy बराबर है स्क्वायर रूट xy के जब यह xy है और यह प्रोडक्ट जीरो के बराबर या उससे बड़ा है ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी और डेफिनेशन से बाकी सभी जगह जीरो है हमें पता करना है की फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है ओरिजन पर या नहीं इस फंक्शन की कंटीन्यूटी देखेंगे और यह आसान है क्योंकि जब xy जीरो की तरफ जाता है किसी भी डायरेक्शन से तो यह जीरो हो जाएगा और फंक्शन भी जीरो डिफाइंड है ओरिजन पर fxyxyxy≥0 0elsewhere फंक्शन की कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव का एक्जिस्टेंस है तो अब हम डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं अतः f डेल्टा x और y 0 है तो यह प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो फिर से हमें यहां से जीरो मिलेगा और f00 0 है तो जीरो माइनस 0 तो फिर यह fx 00 पर जीरो होगा इसी प्रकार xy भी 00 पर 0 है यह फंक्शन कंटीन्यूअस है और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट करते हैं xy→00xy0 fxx→0fx0 f00x0 fyy→0f0y f00y0 अब डिफरेंटशिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम इस लिमिट को पता करेंगे कि इस लिमिट की वैल्यू क्या है यदि यह लिमिट जीरो आ जाती है तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है यदि लिमिट जीरो नहीं आती है तब फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं है इसके लिए हमें dz जोकि z का पार्शियल डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट ओरिजन पर

z dz ΔxΔyx2Δy2 Along the path yΔx z dz 12≠0 इससे हम यह कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि लिमिट जीरो नहीं की जा सकती अतः फंक्शन इस केस में डिफरेंशिएबल नहीं है एक और एग्जांपल जो हम ओरिजन पर डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं जिसमें फंक्शन x पावर 52 और sine वन ओवर स्क्वायर रूट x प्लस y 52 तब हमारे पास coz 1 स्क्वायर रूट y और यह जब x जीरो नहीं है तब डिफाइन है और बाकी सभी जगह जीरो है अतः फिर से हम सीधे ही डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा देंगे क्योंकि यह इस केस में आसान है क्योंकि यह स्पेशल स्ट्रक्चर का सवाल है हम फंक्शन को आसानी से इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे क्योंकि यदि आप ऑब्जर्व करें तो यह डेल्टा z f डेल्टा एक्स डाटा y माइनस यह f00 होगा पॉइंट 00 पर fxyx52sin 1x y52cos 1y x≠0y≠0 0elsewhere zaxbΔy1x2y यहां पर x और y को रिप्लेस किया जाएगा डेल्टा x और डाटा y से और यह जीरो हो जाएगा तब हमारे पास डेल्टा x पावर 52 फिर साइन term 1 ओवर स्क्वायर रूट डेल्टा x प्लस डेल्टा y 5 2 फिर एक साइन और फिर यहां पर cos टर्म और cos 1 ओवर स्क्वायर रूट y

fxy0xy≠0 1xy0 और हम ऐसे fx और fy का ओरिजन पर एक्जिस्टेंस चेक करना चाहते हैं और हम यह जानना चाहते हैं की फंक्शन ओरिजन पर डिफ्रेंशिएबल है या नहीं fx और fy का ओरिजन पर एक्जिस्टेंस देखने के लिए हम डेरिवेटिव की फंडामेंटल डेफिनेशन लगाते हैं अतः लिमिट डेल्टा x जीरो की तरफ जाता है f डेल्टा क् 0 माइनस f00 ओवर डेल्टा x और अब हम नोट करते हैं कि यह f डेल्टा x 0 ज्ञात करने के लिए यह प्रोडक्ट और जिसका आर्गुमेंट जीरो है अतः इसकी वैल्यू वन आएगी तो यह वन है और f00 भी वन है तो वन माइनस वन यह शून्य हो जाएगा इसी प्रकार fy1 के लिए भी डेल्टा y जीरो की तरफ ले जाएं और f0 डेल्टा y माइनस f00 डेल्टा y इस केस में भी यह बनाएगा और यह भी वन है तो 1 माइनस 1 फिर से जीरो हो जाएगा और y के रिस्पेक्ट में ओरिजन पर यह पार्शियल डेरिवेटिव आएगा fxx→0fx0 f00x अब हम ओरिजन पर कंटीन्यूटी को चेक करेंगे इसके लिए हम ऑब्जर्व करते हैं की fxy की वैल्यू जब x y 00 की तरफ जाता है अलौंग x इज इक्वल टू y अतः x इज इक्वल टू y के अलौंग हम क्या देखते हैं की x इज इक्वल टू y लाइन पर अगर हम ओरिजन प्वाइंट पर अप्रोच करें तो क्या होगा इन सभी पॉइंट पर प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं होगा यह सभी पॉइंट ओरिजन के अलावा के पॉइंट हैं और जीरो नहीं है तो फंक्शन जीरो वैल्यू लेगा जब हम x इज इक्वल टू y के अलौंग 00 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0000 हैं जोकि जीरो के नेबरहुड के किसी पॉइंट पर हैं और वहां पर इस फंक्शन की वैल्यू जीरो है fyx→0f0y f00y0 क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो है जबकि x और y 0 नहीं है तो जब हम ओरिजन की तरह इस लाइन से अप्रोच करते हैं तब फंक्शन जीरो वैल्यू ले रहा है अभी यदि हम ओरिजन के नेबरहुड के किसी पॉइंट को देखें लेकिन ओरिजन पर इसकी वैल्यू 1 है अतः यहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है अतः x इक्वल टू y के अलौंग लिमिट जीरो है जबकि ओरिजन पर फंक्शन की वैल्यू वन है तो हम कह सकते हैं की फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं है या फिर कंटीन्यूअस नहीं है xy→00fxyalongxy0≠f00 अतः यह फंक्शन की वैल्यू जो 00 पर है के बराबर नहीं है इस प्रकार फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है ओरिजन पर और क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है हम डिफरेंटशिएबिलिटी के बारे में डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंटशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है यदि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो डेफिनेटली वह फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा अतः यह फंक्शन ओरिजन पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है हमें और दूसरा कोई टेस्ट डिफरेंटशिएबिलिटी के लिए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है जबकि पार्शियल डेरिवेटिव इस केस में एक्सिस्ट करते हैं यहां पर एक नेसेसरी कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन कंटीन्यूटी भी एक नेसेसरी कंडीशन है डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए जो कि यहां पूरी नहीं हो रही है तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है और इस प्रकार फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है आगे कोई और टेस्ट किए बिना आखरी एग्जांपल में हम लेते हैं fxy बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड किया जा रहा है x की एब्सलूट वैल्यू प्लस y की एब्सलूट वैल्यू से जबकि x y 00 नहीं है और यह वैल्यू जीरो है जब xy 00 है हम फंक्शन की ओरिजन पर डिफरेंटशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के कई तरीके हैं हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदल लेंगे या फिर हम इप्सिलोन डेल्टा अप्रोच से भी इसे कंटीन्यूअस दिखा सकते हैं fxyx2y2x xy≠00 0xy हम इप्सिलोन डेल्टा अप्रोच को लेते हैं हम फंक्शन fxy का डिफरेंस लेंगे जबकि xy 00 नहीं है और f00 का जोकि जीरो दिया हुआ है तो हमें यह दिखाना है कि यह लिमिट fxy शून्य के बराबर है या नहीं इस डिफरेंस को डेल्टा इप्सिलोन में एक्सप्रेस करते हुए यहां पर यह c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y हम इसमें टू टाइम्स एब्सलूट वैल्यू x एब्सलूट वैल्यू y को ऐड करेंगे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जब हम यह क्वांटिटी न्यूमैरेटर में ऐड करेंगे तो यह बड़ी हो जाएगी तो इस बड़ी क्वांटिटी को होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमने यह टर्म टू टाइम्स एब्सलूट वैल्यू x एब्सलूट वैल्यू y को ऐड कर लिया है तब यह होल स्क्वायर बन जाएगा और यह भी सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगी तब हमारे पास एब्सलूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सलूट वैल्यू ऑफ y रहेगा पहले के 1 लेक्चर में हमने यह देखा था कि यह लेस देन या बराबर होगा स्क्वायर रूट टू के और स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर से इसे डेल्टा नेबरहुड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा तो यह स्क्वायर रूट 2 है और यह डेल्टा की टर्म में है और हम इसे एक आर्बिट्री इप्सिलोन मान सकते हैं xy2x xy2x2y22δϵ whenever 0x2y2δ इस रिलेशन से हमने यह देखा की गिवेन इप्सिलोन के लिए हम इस डेल्टा को सेट कर सकते हैं तब fxy माइनस f00 टर्म इस इप्सिलोन से कम होगी और इस डेल्टा को इप्सिलोन बाय 2 से छोटा लेने पर हमारे पास यहां डेल्टा आ जाएगा तो यह डिफरेंस इप्सिलोन से छोटा होगा और यह कंटिन्यूटी को दिखाने की इप्सिलोन डेल्टा अप्रोच है जब भी हम 00 के नेबर हुड में कोई पॉइंट xy लेंगे तब यह कंटीन्यूटी को एंप्लॉय करेगा अब हम डिफरेंटशिएबिलिटी को दिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे δ2fxy f00ϵ whenever 0x2y2δ अब हम डेफिनेशन के अनुसार पार्शियल डेरिवेटिव का एक्जिस्टेंस दिखाएंगे यहां f डेल्टा x 0 माइनस f00 ओवर डेल्टा x अतः यहां पर y को जीरो लिया जा रहा है तो यहां पर डेल्टा x स्क्वायर डिवाइड होगा एब्सोलुट वैल्यू ऑफ डेल्टा x डेल्टा x यहां पर एक डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा डेल्टा x ओवर एब्सॉल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा x अब यदि डेल्टा x राइट हैंड साइड से गोज़ टू जीरो तब राइट हैंड साइड वन होगी और यदि डेल्टा x लेफ्ट हैंड साइड से जीरो होता है तब यह 1 होगा अर्थात जब डेल्टा x पॉजिटिव साइड से जीरो हो या नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करता है इस प्रकार यह लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती है हमने यह दिखा दिया है कि एक डेरिवेटिव एक्जिस्ट नहीं करता है लेकिन फंक्शन का नेचर सिमिट्रिक है इसलिए हम कह सकते हैं की fy भी 00 पर एक्सिस्ट नहीं करता है और एक डेरिवेटिव का नॉन एक्जिस्टेंस भी यह बताने के लिए काफी है की फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि डिफरेंटशिएबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन में दोनों पार्शियल डेरिवेटिव का एक्जिस्टेंस होना चाहिए इस केस में fx एक्जिस्ट नहीं करता है तब हम कहेंगे की फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है जबकि इस केस में दोनों ही डेरिवेटिव एक्जिस्ट नहीं करते हैं और इस प्रकार फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है अब हम कन्क्लूजन पर आते हैं हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम डिफरेंटशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन का यूज कर सकते हैं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव का एक्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी इनमें से एक भी वायलेट होती है तो हम कहेंगे की फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हैं सफिशिएंट कंडीशन को यूज करें और डिफ्रेंशिएबि को डिस्कस करें तो हम देखते हैं की एक पार्शियल डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी फंक्शन की डिफरेंटशिएबिलिटी ility के लिए काफी है यदि नेसेसरी कंडीशन पूरी होती हैं तब हम सफिशिएंट कंडीशन को नहीं देखते हैं एग्जांपल के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं है उस केस में हमें आगे चेक करना होगा और लिमिट टेस्ट लगाना होगा जो कि अक्सर आसान है लिमिट को जीरो प्रूव करना या फिर यदि यह जीरो नहीं है तो हम सीधे ही डिफरेंटशिएबिलिटी की डेफिनेशन इस केस में लगा सकते हैं यह कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने लेक्चर तैयार करने में काम में लिए हैं धन्यवाद